एक बार जब आप एक काम का खुलासा करते हैं तो आप यह समझने के लिए एक खोज करते हैं कि क्या आविष्कार का पेटेंट कराया जा सकता है एक बार जब आप एक काम का खुलासा करते हैं तो आप यह समझने के लिए एक खोज करते हैं कि क्या आविष्कार का पेटेंट कराया जा सकता है जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया हैखोज परिणाम प्रकटीकरण की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया हैखोज परिणाम प्रकटीकरण की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा तो आप कितनी मेहनत करते हैं या प्रकटीकरण प्रक्रिया कितनी कठोर होगी वास्तव मेंये आपकी खोज रिपोर्ट की गुणवत्ता निर्धारित करेगी तो आप कितनी मेहनत करते हैं या प्रकटीकरण प्रक्रिया कितनी कठोर होगी वास्तव मेंये आपकी खोज रिपोर्ट की गुणवत्ता निर्धारित करेगी आपको खोजशब्दों के लिए समानार्थी शब्द भी पता लगाने चाहिए क्योंकि अगर ऐसे शब्द हैं जो वैकल्पिक रूप से उपयोग किए जा सकते हैं तो आप पर्यायवाची शब्द भी खोज लेंगे और फिर वैकल्पिक शब्दों की खोज भी करेंगे आपको खोजशब्दों के लिए समानार्थी शब्द भी पता लगाने चाहिए क्योंकि अगर ऐसे शब्द हैं जो वैकल्पिक रूप से उपयोग किए जा सकते हैं तो आप पर्यायवाची शब्द भी खोज लेंगे और फिर वैकल्पिक शब्दों की खोज भी करेंगे आप विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के साथ साथ आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को भी देखेंगे आप विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों के साथ साथ आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को भी देखेंगे आप सामान्य रूप से ट्रेडमार्क से बचेंगे क्योंकि खोज करते समय ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया जाता है आप सामान्य रूप से ट्रेडमार्क से बचेंगे क्योंकि खोज करते समय ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया जाता है आप एक ब्रांड नाम के बजाय एक सामान्य शब्द का उपयोग करेंगे आप एक ब्रांड नाम के बजाय एक सामान्य शब्द का उपयोग करेंगे खोज के दौरान आप कुछ प्रश्नों की तलाश में हैं या आप कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं खोज के दौरान आप कुछ प्रश्नों की तलाश में हैं या आप कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं जैसे आविष्कार का उद्देश्य क्या है आविष्कार का काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और आविष्कार का प्रभाव क्या है जैसे आविष्कार का उद्देश्य क्या है आविष्कार का काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और आविष्कार का प्रभाव क्या है एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपके लिए खोज करना आसान हो जाता है एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपके लिए खोज करना आसान हो जाता है क्योंकि मौजूदा पेटेंट संभवतः काम करने के सबसे अच्छे तरीक़े का दावा उद्देश्य और प्रभाव का वर्णन करेगा क्योंकि मौजूदा पेटेंट संभवतः काम करने के सबसे अच्छे तरीक़े का दावा उद्देश्य और प्रभाव का वर्णन करेगा खोज के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं लेकिन आपको सार्वजनिक डोमेन का उपयोग करेंगे जिन्हें आप खोज में नहीं लगाना चाहते हैं खोज के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं लेकिन आपको सार्वजनिक डोमेन का उपयोग करेंगे जिन्हें आप खोज में नहीं लगाना चाहते हैं आप अपनी खोज के दायरे के आधार पर डेटाबेस के माध्यम से कुछ terms की पहचान करने के बाद उस क्षेत्र में संबंधित पेटेंट ढूँढेंगे आप अपनी खोज के दायरे के आधार पर डेटाबेस के माध्यम से कुछ terms की पहचान करने के बाद उस क्षेत्र में संबंधित पेटेंट ढूँढेंगे यह वर्गीकरण कोड का उपयोग करके भी किया जा सकता है यह वर्गीकरण कोड का उपयोग करके भी किया जा सकता है यह वह चीज है जिसे हमने पेटेंट वर्गीकरण पर पाठ में शामिल किया है यह वह चीज है जिसे हमने पेटेंट वर्गीकरण पर पाठ में शामिल किया है